आइसोमेट्रिक प्रक्षेपणक्रमश सभी को नमस्कार इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे NPTEL ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है हम आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण को सीख रहे हैं इसलिए पहले की कक्षाओं में हमने विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपणों को ऑर्थोग्राफिक तिरछे और परिप्रेक्ष्य प्रक्षेपणों के रूप में देखा है उस में एक बहुत ही लोकप्रिय तरीका जो हम सीख रहे हैं वह आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण है इसलिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एक्सोनोमेट्रिक प्रक्षेपणों के हिस्से के तहत आते हैं समानांतर लाइनों के साथ हम इसका उपयोग करते हैं और आइसोमेट्रिक प्रक्षेपणों की मुख्य अवधारणा है की इनमें से क्षैतिज आधार पर दोनोंअक्षो पर 30 डिग्री पर होगा और प्रमुख अक्ष एक दूसरे के साथ 120 डिग्री कोण बनाते हैं और विशेष रूप से हम एक उदाहरण का उपयोग करके इस आइसोमेट्रिक बॉक्स विधि को सीखेंगे जहां व्यू को एक बॉक्स में एम्बेड किया जाता है और इसे घुमाने की कोशिश की जाती है इसलिए हम आइसोमेट्रिक प्रक्षेपणों को देखेंगे तो आइए 1 कोण विधि का उपयोग करके तीन अलग अलग व्यू का पहला उदाहरण लेते हैं हमारे पास सामने का दृश्य जैसा कुछ है कुछ प्रकार के आर्किटेक्चर जैसे कुछ आयाम कुछ 30 20 इकाइयाँ और इसके दाईं ओर का दृश्य कुल ऊंचाई 70 यूनिट के साथ दिया गया है और शीर्ष दृश्य 50 20 और 20 आयामों के साथ दिया गया है शेष आयाम हम इसे अन्य व्यू से प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यदि ये व्यू दिए गए हैं तो क्या हम प्रक्षेपण लगा सकते हैं कि तीन आयामों में कोई वस्तु कैसी दिखती है और विशेष रूप से हम आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण विधि का उपयोग करके उस वस्तु को दर्शा सकते हैं क्या आप इस पर एक नज़र डाल सकते हैं कि यह तीन आयामों में कैसे हो सकता है तो वस्तु एक सीढ़ी की तरह दिखती है तो ये सीढ़ियाँ हम इसे सामने के दृश्य में देख सकते हैं जब हम इसे देख रहे होते हैं ये स्टेप हैं और बॉक्स इस तरह से सभी तरह से आगे चला जाता है यही वह दृश्य है जो हम चर्चा कर रहे हैं इसी तरह शीर्ष दृश्य में वह वस्तु जो हम इस ब्लॉक में देख सकते हैं इसी तरह यह ब्लॉक यह है और यह एक है और राइट साइड व्यू अगर आप इसे देख रहे हैं तो राइट साइड आयामों से हम इसे देखने की कोशिश करेंगे तो यह एक यह है यह एक है और यह हिस्सा वह इक है अब इस तरह के आइसोमेट्रिक प्रक्षेपणों को कैसे दर्शाया जाए पहली बात हमें क्या करना है अपने सामने का दृश्य को संलग्न करें जो भी व्यू आपको उस वस्तु के बारे में एक अधिकतम आयाम देता है हम इसे ले लेंगे और इन आइसोमेट्रिक विचारों का निर्माण शुरू कर देंगे इसलिए सामने के दृश्य के स्टेप के साथ एक वस्तु है तो पहले हमें इस पूरी वस्तु को एक रेकटेंगेल में जोड़ना है उस रेकटेंगेल को इस तरह दिखाया गया है और आइसोमेट्रिक प्रक्षेपणों के लिए हमें क्या करना है पहले एक क्षैतिज रेखा खींचें उस क्षैतिज रेखा के संबंध में 30 डिग्री रेखा का निर्माण करें जो रेखा इस नीली रेखा से मेल खाती है तो पहले उस तरह से एक चित्र करें अब इस बिंदु AB को AB पर स्थानांतरित करें ये लंबाई समान हैं क्योंकि ये प्रमुख अक्ष रेखाएं हैं जो हम उठा रहे हैं जो प्रमुख अक्ष रेखाओं के समानांतर हैं इसलिए यहाँ आइसोमेट्रिक दृश्य AB यहाँ सामने दृश्य से AB समान है अब B एक वर्टिकल रेखा से गिरता है यही वह है जो हमें C को कॉल करता है C हम इसे दाईं ओर के दृश्य से प्राप्त करेंगे 70 इकाइयाँ जो दी गई हैं तो जो भी BC की लंबाई है वही BC लंबाई है जो हम यहा चित्रित करेंगे अब B के समांतर बिन्दु A एक और रेखा बिन्दु D तक खींचे और कनेक्ट कीजिये C और D इस बॉक्स पर 30 डिग्री कोण जो भी इसे बना रहा है इस बिंदु को 1 C से 1 तक मापें और उस बिंदु 1 को इंगित करे इसी तरह इस 2 बिंदु को मापें B से 2 जो भी B से 2 बिंदु पहले थे उसको B 2 बिंदु तक इंगित करते हैं इसी तरह B से तीसरे बिंदु को इंगित कीजिये तो कहीं तीसरे बिंदु को इंगित कीजिये तो यहाँ 3 हमारे पास है यहाँ हमारे पास 2 है अब इस 3 बिंदु से गुजरने वाले एक वर्टिकल रेखा को नीचे बनाए और इसी तरह AB को 2 के समानांतर एक समानांतर रेखा और बनाए इसलिए जहां कहीं भी यह इंटरसेक्ट हो रहा है तो उन लाइनों को कनेक्ट करें ताकि हमारे पास यह ब्लॉक हो इसलिए सी से हमने 1 बिन्दु एक लंब रेखा के नीचे स्थित है 2 बिन्दु से एक और समानांतर रेखा AB तक जाती है ताकि वह यहां प्रतिच्छेद हो जाए इसी तरह यह 3 दिशाओं में लंबवत हो जाता है लंबवत दिशा में एक लंब रेखा गिरती है इसलिए यह यहां प्रतिच्छेद करने जा रहा है यह B से इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करने जा रहा है इस लंबाई को 4 वें बिंदु के रूप में हम यहा दिखा सकते हैं तो मुझे इन संख्याओं को लिखने के लिए आइसमेट्रिक में 3B उस दृश्य में 3B के बराबर है सामने के दृश्य में इसी तरह आइसोमेट्रिक दृश्य में 4 B सामने के दृश्य में 4B या B4 के बराबर है इसी तरह हमें इनमें से प्रत्येक बिंदु को ट्रैक करना होगा ताकि हम एक पंक्ति द्वारा उस में शामिल होने की स्थिति में हों यह वह तरीका है जो हम उस पूरे दृश्य को आइसोमेट्रिक प्रक्षेपणों में बदल देते हैं एक बार ऐसा हो जाने पर हम दाईं ओर का दृश्य चुन लेंगे इसलिए सही दिशा से हम इसे इस तरह से इंगित करने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले से ही यह एक रेकटेंगल है इस रेकटेंगल को 30 डिग्री लाइन पर स्थानांतरित करें फिर से यह एक 30 डिग्री लाइन है इस बिंदु को हमने A कहा है इस बिंदु को हमने A कहा है यह B है जब हम इस बिंदु को देख रहे हैं और B बिंदु के साथ संयोग करते हैं तो हम इसे B प्राइम कहते हैं इसलिए B प्राइम का उपयोग करते हुए जो भी दाईं ओर की लंबाई है उस लंबाई के पास सबसे पहले हमें इसे स्थानांतरित करना होगा इस लाइन की आयाम से हम ये रेकटेंगेल की लंबाई को पूरी करें इसी तरह उस रेखा की लंबाई मापें तो उन स्थानों पर इस एक के समानांतर दो रेखाएँ खींची जाती हैं इस बिंदु को हम कुछ कहते हैं तो जो भी B प्राइमEप्राइम की लंबाई है वह B E के समान है इस तरह से इस रेकटेंगेल का निर्माण होता है इन रेखाओ के साथ एक बार यह हो जाने के बाद हम इस बॉक्स के शीर्ष व्यू के निर्माण के लिए अन्य दृश्य शीर्ष दृश्य का उपयोग कर सकते हैं तो हम शीर्ष दृश्य को देखें इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास इस तरह के ब्लॉक हैं इस पूरी चीज़ को हमारे आइसोमेट्रिक अक्ष का उपयोग करके स्थानांतरित करें अब यह बिंदु शीर्ष पर आता है हम उसी के शीर्ष भाग से देख रहे हैं तो ये वे बिंदु हैं जिन्हें हम देखने जा रहे हैं जो बिंदु हमारे पहले P बिंदु के साथ मेल खाने वाले हैं यह वो है तो B यहां B डबल प्राइम शीर्ष पर मेल खाता हैं इसलिए एक रेकटेंगेल के संबंध में हमें इस रेकटेंगेल को इन रेखाओं के समानांतर मोड़ना है इसलिए जो भी हो इस प्रारंभिक रेखा के समानांतर हमें इसे खींचना होगा इसी तरह इस रेखा के समानांतर हमें इसे खींचना होगा शीर्ष पर मूल रूप से है अगर मैं एक रेकटेंगेल को पूरा करने जा रहा हूं तो उस रेखा के समान जो हम उस के समानांतर होने जा रहे हैं अन्यथा इस रेखा के समानांतर भी समानांतर यही तरीका है कि हमें इन रेकटेंगेलों में शामिल होना है एक बार जब यह हो जाता है तो हमारे पास एक बॉक्स रेक्तेंग्युलर बॉक्स होता है जहां इन लंबाई को स्थानांतरित किया गया है अब क्योंकि ये व्यू से हैं जहा यह रेखा मेल खाती है तो हम वर्टिकल के माध्यम से उस नीचे की तरफ समानांतर एक रेखा का निर्माण करते हैं तो आइए हम उस समाधान को देखें तो उन रेखाओ को जो हमने ऊपर देखा है यह एक और यह एक दूसरे के साथ मेल खाता है तो हम उस पूरी रेकटेंगेल को पूरा करते हैं एक बार जो हो गया हमारे पास यह रेखा है जो इस रेखा के साथ मेल खा रही है इसी तरह हमारे पास इस प्रमुख अक्ष के समानांतर यह लंबाई है जिसे हम इसे कनेक्ट करते हैं यह एक और यह एक बार किया जाता है हम इन दो लाइनों को चुनते हैं इसे इस तरह से खींचते हैं और यह रेखा इस रेखा के साथ मेल खाती है एक बार यह हो जाने के बाद हम इन रेखाओ को उस रेकटेंगेल को हटा देते हैं इसलिए इस तरह से हम दिए गए प्रक्षेपणों के आइसोमेट्रिक के निर्माण की स्थिति में होंगे तो आइए इन आइसोमेट्रिक व्यू को समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं हमने तीन दृश्य दिए हैं सामने का दृश्य दाईं ओर का दृश्य और कुछ आयामों के साथ शीर्ष दृश्य ये आयाम 1 2 10 और इतने पर हो सकते हैं इसलिए इसके बजाय हम इसे अक्षरों द्वारा निरूपित कर रहे हैं इन लंबाई के साथ हमें एक बॉक्स का निर्माण करना है तो हम देखते हैं सबसे पहले जब भी हमारे पास इस तरह की वस्तुएं होती हैं जहां रेक्तेंग्युलर प्रमुख विशेषताएं होती हैं तो हम मुख्य अक्ष का उपयोग करते हुए एक बॉक्स का निर्माण करते हैं अब सामने के दृश्य में हमारे पास यह लंबाई A W है इसलिए यदि हम इस बिंदु से देख रहे हैं तो हम AB कहते हैं AB की लंबाई W है इसलिए AB से हम एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं लाइन पहले सबसे पहले हम एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं उस 30 डिग्री के संबंध में यहां और उस 30 डिग्री के संदर्भ मे लिया जाई हम दो रेखाएँ खींचते हैं एक बार जब ये दो रेखाएँ खींची जाती हैं तो एक है W लंबाई इस एक के साथ मेल खाता है और एक B3 लंबाई है जिसे हम केवल एक दाईं ओर के दृश्य से देख सकते हैं इसका मतलब है इस बिंदु से इस बिंदु तक लंबाई जो कुछ भी वहां है कि हमें इसे खींचना होगा तो B से 3 जो हम इसे शीर्ष दृश्य से देखेंगे जब हम शीर्ष दृश्य को देख रहे हैं B 3 की लंबाई 2 से 3 बिंदु के संदर्भ में काफी दृश्यमान है तो वह लंबाई D है इसलिए D लंबाई के साथ हम करेंगे सबसे पहले बिंदु 3 को इंगित कीजिये एक बार जब यह B से किया जाता है तो एक लंब को नीचे की और छोड़ दें एक बार 3 को A लंब को गिराने के लिए जाना जाता है A बिन्दु से एक लंबवत अब दाईं ओर के दृश्य से हम उस की वेर्टिकेल ऊँचाई देख सकते हैं इसलिए इस वस्तु की वेर्टिकेल ऊँचाई H है इसलिए H लंबाई के साथ हम इन बिंदुओं को जोड़ेंगे और इसे एक बॉक्स की तरह जोड़ेंगे जो हमेशा हमारी प्रमुख अक्ष के समानांतर होगा यहाँ मूल अक्ष को लिया जा सकता है क्योंकि ये किनारे प्रमुख अक्ष पर हैं दो आयामों में अगर हम देख रहे हैं कि यह 120 डिग्री कोण बनाता है इन पक्षों के बीच में एक बार बॉक्स के निर्माण के बाद हम इन लंबाई को सामने के दृश्य से और दाईं ओर के दृश्य से भी स्थानांतरित कर सकते हैं तो पहली बात यह है कि हम जो कर सकते हैं वह सीधे है इस दाईं ओर देखें जो कुछ step जैसे दृश्य दिखाई देते हैं तो स्टेप निर्माण इस प्रमुख अक्ष तलो के समानांतर होने वाली कोई भी रेखा को हमें करना होगा तो यह रेखा समानांतर है अब यह रेखा एक और प्रमुख अक्ष के साथ समानांतर है और फिर इसे आगे बढ़ाएं और इस बिंदु से उपयुक्त लंबाई को स्थानांतरित करके इस बिंदु को 3 से इस बिंदु तक खींचा जाए इसी तरह यहाँ से यहाँ तक कि जो भी लंबाई है हमें उस लंबाई को यहाँ से स्थानांतरित करना है और इस प्रक्षेपण से हम इस लंबाई को जानते हैं इसलिए यहाँ से एक सीधा जोड़ने के लिए इसे कनेक्ट करें ताकि हम लाइनों को जोड़ने की स्थिति में हों इसी तरह हम इन लंबाई को अन्य तलो पर स्थानांतरित करेंगे भी संभावना में से एक सामने का दृश्य से लेते है हम देख सकते हैं कि इस तरह का ब्लॉक कुछ ऐसा है जो काल्पनिक है इसलिए हम इस एक के साथ जुड़ सकते हैं शीर्ष दृश्य से हम देख सकते हैं कि यह हिस्सा मौजूद है इसलिए यह एक है ये स्टेप के भाग हैं जिन्हें हम इस स्टेप का हिस्सा देख सकते हैं इसी तरह सामने के दृश्य से हमारे पास वे भाग हैं उसी तरह से सामने के दृश्य से हमारे पास ये भाग हैं इस तरह से हम अपने आइसोमेट्रिक ड्राइंग का निर्माण कर सकते हैं इसलिए सबसे पहले किसी को सारे व्यू को ध्यान से देखना होगा जिस तरह से प्रमुख तलो पर व्यू होते हैं ये प्रमुख तल हैं उदाहरण के लिए हमारे लिए वे प्रक्षेपण प्रस्तुत करते हैं एक बार ये प्लेन उपलब्ध हो जाने के बाद इन लंबाई को इस ज्यामिति पर स्थानांतरित करें इसी तरह शीर्ष दृश्य से जब आप इसे देख रहे हों तो इन लाइनों को छोड़ दें इसलिए एक पूर्ण आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण एक प्राप्त करने की स्थिति में होगा जब हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में सीख रहे हैं तो हम देखेंगे कि इस तरह के आइसोमेट्रिक प्रक्षेपणों और व्यू का निर्माण करना कितना आसान है लेकिन इन आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग के पीछे की मूल अवधारणाएं इन प्रमुख अक्षों प्रमुख तलो की पहचान करते हुए इन प्रमुख तलो में से प्रत्येक दृश्य से इन लंबाई को स्थानांतरित करते हुए सहज ज्ञान युक्त दृष्टिकोण के माध्यम से हम लाइनों को हटाने और ऑब्जेक्ट प्राप्त करने की स्थिति मे होंगे एक बार जब हम इसका निर्माण कर लेते हैं तो हमें इसे फिर से सत्यापित करना होगा कि क्या यह व्यू मेल खा रहा है अब हम एक और उदाहरण लेते हैं यहां हमारे पास एक ब्लॉक और सिलेंडर हैं सिलेंडर इस तरह कुछ और एक ब्लॉक है उस ब्लॉक को हम शीर्ष दृश्य में देख सकते हैं यह एक रेकटेंगेल ब्लॉक जैसा कुछ है एक वर्तुल है सबसे पहले कमोबेश सहज ज्ञान युक्त विचार प्राप्त करें एक मोटी ब्लॉक की तरह दिखता है हालांकि यह आइसोमेट्रिक दृश्य नहीं है जो हम ड्राइंग कर रहे हैं बस कल्पनाशील उद्देश्य के लिए कुछ ऐसा है जैसे एक बॉक्स है और क्योंकि यह सभी तरह के शाफ्ट का विस्तार करने वाला एक गोलाकार प्रकार है तो इस तरह से बाहर आने के लिए एक गोलाकार चीज की तरह कुछ होना चाहिए अब इस तरह का ड्राइंग का सहज तरीका बहुत मददगार है एक बार जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हम 30 डिग्री लाइनों का निर्माण करने की स्थिति में होंगे और बहुत व्यवस्थित तरीके से हम इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग का निर्माण करेंगे इसलिए हम इसे शुरू करना चाहते हैं सामने के दृश्य से अगर मैं शुरू करना चाहूंगा तो AB यूनिट की लंबाई है तो एक क्षैतिज रेखा से शुरू करें कहीं 30 डिग्री की रेखा को एक और 30 डिग्री की रेखा खींचें अब AB की लंबाई से इसे स्थानांतरित करें अब B एक लंबवत से 10 की एक इकाई तक गिरता है इसलिए C से इस एक C कहा जाता हैं D हमारी AB लाइन के समानांतर जाता है C को D लंबाई में स्थानांतरित करता है जो कि यहाँ 50 इकाई है एक बार ऐसा करने के बाद हम इस रेकटेंगेल को बदल सकते हैं जो 50 आयामों की है फिर से हमारे पास यह है इसलिए यहां एक और लंबवत नीचे की और छोड़ दें और क्योंकि यह एक रेखाचित्र है जिसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले उस रोहम्बस का निर्माण करें एक बार जो किया जाता है केंद्र के संबंध में हमारे पास यह चक्र है पिछली कक्षा में हमने सीखा है कि इस सर्कल को एक दृश्य में एक आइसोमेट्रिक तरीके से दीर्घवृत्त में कैसे बदलना है तो इसी तरह सबसे पहले हमें उस सर्कल को दीर्घवृत्त में बनाना होगा ताकि हम उस आयताकार ब्लॉक पर इस दीर्घवृत्त का निर्माण करें एक बार यह हो जाने के बाद हमें इस वर्टिकल सिलेंडर लाइनों का निर्माण करना होगा शीर्ष दृश्य से आइसोमेट्रिक दृश्य में यह सर्कल जब हम 30 डिग्री पर देख रहे हैं तो फिर से समानांतर इलिप्स होगा जो एक 30 की ऊंचाई पर निर्माण करना है इसलिए एक बार जब हम इस इलिप्स का निर्माण करते हैं तो हमें क्या करना है हम उस प्रारंभिक सर्कल के केंद्र को जानते हैं वहा से हम 30 यूनिट माप को आगे बढ़ाते हैं फिर से इस अण्डाकार चीज़ में एक और परिवर्तन सर्कल का निर्माण करते हैं एक बार जो हो जाय तो वह इन रेखाओं से जुड़ जाता है क्योंकि छिपी रेखा को आइसोमेट्रिक चीजों के मामले में दिखाई नहीं देना चाहिए हम उन छिपी हुई लाइनों को हटा देते हैं इन आइसोमेट्रिक दृश्यों के लिए एक और बात अगर यह सर्कल से आने वाली चीज है और इलिप्स इस तरह की चीज है जिसमे हम उस अक्ष को दिखाते हैं अन्यथा पीछे की ओर की कुछ भी हम छिपी हुई लाइनों हम नहीं दिखाते हैं अब हम अंतिम उदाहरण पिरामिड को देखते हैं इसलिए सबसे पहले ध्यान से इन व्यू के सामने के दृश्य और शीर्ष दृश्य की कल्पना करें यह शीर्ष दृश्य में दिखता है हम देख सकते हैं कि वस्तु में इस तरह का आकार है सामने के दृश्य में हमारे पास इस तरह का त्रिकोणीय आकार है इसलिए इन व्यू को ध्यान से देखने पर हम कल्पना कर सकते हैं कि नीचे का आधार ब्लॉक हो सकता है ऐसा लग सकता है और क्योंकि यह झुकाव की चीज है और इस वजह से यह कुछ इस तरह से हो सकता है कि यह उस तरह से जाता है जहां दृश्य हमें एक फ्लैट जैसा कुछ आधार बताते हैं तो शायद यह ऐसा दिखता है क्योंकि ये सभी चीजें इस बिंदु पर मेल खा रही हैं इसी तरह यहाँ यह दिखता है कि यह वस्तु जिस तरह दिख सकती है इसलिए अगर मैं इसे हटा रहा हूं तो शायद वस्तु इस तरह दिखती है तो तीन आयामी चीज के रूप में एक बार हमारे पास उस तरह का दृश्य है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं और व्यवस्थित रूप से इस तरह के पिरामिड का निर्माण कर सकते हैं तो पहला कदम जो हमें करना है हमेशा की तरह एक क्षैतिज रेखा 30 डिग्री रेखा खींचती है जो इस बॉक्स को सिस्टम में लाती है यह रेक्टेंग्युलर बॉक्स है जिसे हम इसे आइसोमेट्रिक व्यू में बदलना चाहते हैं इसलिए जो भी 45 इकाइयाँ हमारे यहाँ हैं वे 45 इकाइयाँ हैं इसलिए 45 इकाइयाँ और नीचे के आधार मे रेकटेंगेल का निर्माण करते हैं एक बार हो जाने के बाद इस छोटी रेकटेंगेल को भी स्थानांतरित करें जो कि नहीं है इसलिए उस रेकटेंगेल को स्थानांतरित करें ताकि हम इन बिंदुओं की पहचान करने की स्थिति में हों एक बार जब हमारे पास यह आकार होता है तो हम एक लंब रेखा की तरह होते हैं तो आप यहां 120 डिग्री 120 डिग्री और 120 डिग्री देख सकते हैं जो सिस्टम के प्रमुख अक्ष के रूप में कार्य करता है इसलिए एक बार जब हम 50 इकाइयां लंबाई को स्थानांतरित करते हैं कि जो यह आधार से है तो आधार एक बार जब हम परिभाषित करते हैं तो उस रेखा के साथ 50 अंक तक शिखर को इंगित करते हैं इसी तरह हमें इस 20 यूनिट को इस बिंदु 20 यूनिट के संबंध में रेकटेंगेल पर स्थानांतरित करना होगा इसका मतलब है कि यह 20 यूनिट के संबंध में बिंदु है जो पहले इसका पता लगाते हैं इसी तरह उस बिंदु के संबंध में यह बिंदु 20 यूनिट के स्थान पर है तो उस बिंदु के संबंध में बीस यूनिट इंगित किया जाता हैं एक बार हो जाने के बाद इन लाइनों को जुड़ें यह वह तरीका है जो हम करते हैं और आम तौर पर इस अक्ष लेबल का उल्लेख करने के लिए हम बस इस 30 डिग्री लाइनों को छोड़ रहे हैं जैसा कि यह है तो इसके साथ हम अपने आइसोमेट्रिक प्रक्षेपणों का समापन करेंगे और अगली कक्षा में हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में जानेंगे इस आइसो आइसोमेट्रिक प्रक्षेपणों के बारे में अधिक जानकारी हमे प्रोफेसर धनंजय जोले की पुस्तक इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी सीख सकते हैं